अंतिम कक्षा में हमने वीक डुआलिटी थीअरम और ऑप्टिमलिटी क्राइटीरीअन थीअरम को देखा वीक डुआलिटी थीअरम प्राइमल के व्यवहार्य समाधानों और डुअल को संबंधित करने का प्रयास कर्ता है वीक डुआलिटी थीअरम कहती है एक अधिकतम प्राइमल के लिए डुअल के हर संभव समाधान में ऑबजेकटिव फंक्शन वैल्यू प्राइमल के हर संभव समाधान के बराबर या उससे अधिक होगी इसलिए यहां हमने वीक डुआलिटी थीअरम को देखा और समझा कि डुअल के लिए हर संभव समाधान का ऑबजेकटिव फ़ंक्शन वैल्यू अधिकतम समस्या के लिए हर संभव समाधान की तुलना में अधिक होगा इसलिए हम व्यवहार्य समाधानों से संबंधित करने का प्रयास करते हैं फिर हमने पहली बार ऑप्टिमलिटी क्राइटीरीअन थीअरम को देखा और हमने उन दोनों के इष्टतम समाधानों को संबंधित करने का प्रयास किया और कहा कि अगर हम प्राइमल के लिए एक व्यवहार्य समाधान और डुअल के लिए एक और संभव समाधान खोजने में सक्षम हैं और यदि ऐसा होता है कि ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान समान हैं तो वे क्रमशः प्राइमल और डुअल के लिए इष्टतम हैं अब हम एक मुख्य डुआलिटी प्रमेय की ओर बढ़ते हैं जो कहता है यदि प्राइमल और डुअल संभव समाधान हैं स्वतंत्र रूप से दोनों के पास व्यवहार्य समाधान हैं तो दोनों में ऑबजेकटिव फ़ंक्शन के समान मूल्य के साथ इष्टतम समाधान होंगे अब हमें इसे ऑप्टिमलिटी क्राइटीरीअन थीअरम के संबंध में समझने की आवश्यकता है ऑप्टिमलिटी क्राइटीरीअन थीअरम का अर्थ भी कुछ बहुत समान है लेकिन ऑप्टिमलिटी क्राइटीरीअन थीअरम इसे एक अलग कों से देखता है यह कहता है कि अगर मैं प्राइमल और डुअल के लिए एक व्यवहार्य समाधान खोजने में सक्षम हूं और ऑबजेकटिव फ़ंक्शन वैल्यूस बराबर है तो वे इष्टतम हैं मुख्य डुआलिटी थीअरम कहता है अगर मैं प्राइमल के लिए एक संभव समाधान और डुअल के लिए एक और संभव समाधान खोजने में सक्षम हूं उनके पास ऑबजेकटिव फ़ंक्शन का समान मूल्य नहीं हो सकता है उदाहरण के लिए अगर मैं देख रहा हूं अगर मैं 19 के साथ प्राइमल के लिए इस व्यावहारिक समाधान को देख रहा हूं और मैं डुअल के लिए इस व्यवहार्य समाधान को 135 के साथ देख रहा हूं हम कहते हैं कि मैंने मूल्यांकन नहीं किया है मैंने इनमें से किसी का मूल्यांकन नहीं किया है मैंने इसका मूल्यांकन नहीं किया है मैंने इसका मूल्यांकन नहीं किया है इसलिए अभी मेरी जानकारी है मेरे पास प्राइमल के लिए एक व्यावहारिक समाधान है और मेरे पास डुअल के लिए एक व्यावहारिक समाधान है ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान अलग अलग हैं लेकिन केवल इन दोनों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अब दोनों प्राइमल और डुअल में इष्टतम समाधान होंगे इतना ही नहीं ऑबजेकटिव फ़ंक्शन का मूल्य समान होगा यह हमारा मुख्य डुआलिटी थीअरम है अब यह हमें किसी चीज़ की ओर ले जाता है अब अगर प्राइमल एक अधिकतम समस्या है और हम पहले से ही हर रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को सीख चुके हैं केवल तीन चीजें होंगी यह या तो एक समाधान देगा या यह अनबाउंड होगा या यह अव्यवहार्य होगा इसलिए अगर हमारे पास एक अधिकतम समस्या है जो अबाधित है जिसका अर्थ है संभव समाधान के लिए ऑबजेकटिव फ़ंक्शन का मूल्य अनंत तक जा सकता है एक वीक डुआलिटी थीअरम कैसे व्यवहार करता है अब जब वीक डुआलिटी थीअरम को यह कहना होगा कि यदि डुअल के लिए संभव समाधान हैं तो डुअल के हर संभव समाधान के लिए एक ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान होना चाहिए जो कि प्राइमल के प्रत्येक व्यावहारिक समाधान से अधिक है और प्राइमल प्राइमल में अनंत तक जाने वाले मूल्यों के साथ व्यवहार्य समाधान हो सकते हैं तो अब क्या होता है इसलिए हम कहेंगे कि यदि प्राइमल अधिकतमकरण अन्बाउन्ड है तो जाहिर है हमारे पास डुअल समाधान नहीं हो सकते क्योंकि डुअल के लिए हर संभव समाधान में अनंत के करीब ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान होना चाहिए जो संभव नहीं है फिर दोहरी संभव हो जाता है इसलिए जब प्राइमल होते हैं तो प्राइमल मैक्सिमाइजेशन अनबाउंड होता है तब ड्यूल मिनिमाइजेशन अचूक होता है अब दूसरी बात जो हो सकती है अगर प्राइमल अपने आप मे अव्यवहार्य है तो डुअल का क्या होगा यदि प्राइमल अधिकतमकरण संभव है तो तार्किक रूप से हम कहेंगे कि डुअल निर्बाध हो जाएगा लेकिन वास्तव में क्या होता है डुअल या तो अप्रतिबंधित हो सकता है या यह संभव हो सकता है तो ये दोनों चीजें तब हो सकती हैं जब प्राइमल जो अधिकतम है वह बढ़ रहा है हम फिर इस समस्या के किसी अन्य पहलू पर जाते हैं जो यहाँ है अब हम रैखिक प्रोग्रामिंग के मूलभूत प्रमेय को देखते हैं जो उन सभी चीजों से संबंधित है जो हमने अब तक सीखा है हर लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या या तो संभव है या अनबाउंड या अव्यवहार्य है जो कि मैं उल्लेख कर रहा था कि केवल तीन चीजें हो सकती हैं यह या तो संभव है या अनबाउंड या अव्यवहार्य यदि इसका कोई व्यवहार्य समाधान है तो इसका एक मूल व्यवहार्य समाधान है अब तीन मामलों में से यह व्यवहार्य मामले में एक व्यवहार्य समाधान होगा इस मामले में एक संभव समाधान होगा इस मामले में भी एक संभव समाधान होगा यदि हम इन दोनों मामलों में ध्यान से महसूस करते हैं तो कम से कम एक मूल संभव समाधान था कम से कम एक कॉर्नर पॉइंट था इसलिए यदि इसका कोई व्यवहार्य समाधान है तो इसका एक मूल व्यवहार्य समाधान है यदि इसका एक इष्टतम समाधान है तो कम से कम एक कॉर्नर पॉइंट समाधान इष्टतम है या फिलहाल हम कहेंगे कि इष्टतम समाधान एक कॉर्नर पॉइंट समाधान है एकमात्र अन्य मामला जहां कई कॉर्नर पॉइंट समाधान इष्टतम हो सकते हैं जब ऑबजेकटिव फ़ंक्शन लाइन बाधाओं में से किसी के समानांतर होता है तो दो चर के मामले में इसलिए जब यह समानांतर हो जाता है तो जब यह ग्राफ को छोड़ देता है तो यह एक कॉर्नर पॉइंट से नहीं गुजरेगा यह लाइन के माध्यम से ही जाएगा और इसलिए हमारे पास कई इष्टतम होंगे इसलिए यह हमें एक से अधिक कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन वाला मामला देगा तो सामान्य विचार यह है यदि यह संभव है तो यह मूल संभव है जिसका अर्थ है इसका एक कॉर्नर पॉइंट समाधान है और यदि यह अव्यवहार्य है तो जाहिर है कोई संभव क्षेत्र नहीं है तो इसे लीनियर प्रोग्रामिंग का मौलिक प्रमेय कहा जाता है सबसे महत्वपूर्ण समझ यह है कि हर लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या या तो संभव है या अनबाउंड या अव्यवहार्य है केवल ये तीन चीजें होंगी और फिर हमें इन दो परिणामों को भी समझना होगा जो कहते हैं कि यदि प्राइमल अधिकतमकरण अबाधित है तो ड्युअल अव्यवहार्य न्यूनतम है यदि प्राइमल अधिकतम अव्यवहार्य है तो ड्यूल या तो अनबाउंड है या यह अव्यवहार्य है इसलिए यह एक और बात है जिसे हमें समझने की जरूरत है अब हम एक और महत्वपूर्ण पहलू पर चलते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रमेय जिसे कॉम्प्लिमेंटरी स्लैकनेस प्रमेय कहा जाता है अब यह कॉम्प्लिमेंटरी स्लैकनेस प्रमेय क्या है हमने इस समस्या के लिए कुछ संकेतन प्रस्तुत किए हैं यदि X और Y क्रमशः प्राइमल और ड्यूल के लिए इष्टतम समाधान हैं और U और V इष्टतम पर प्राइमल और ड्यूल स्लैक वैरिएबल के मान हैं फिर X V Y U 0 को आम तौर पर हमें XV YU 0 कहा जाता है अब हमें इन टिप्पणीयो को पेश करने की आवश्यकता है हमेशा इष्टतम समाधान का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है तो एक्स प्राइमल का सबसे इष्टतम समाधान है जिसके साथ शुरू करने के लिए हम मान लेंगे कि प्राइमल अधिकतमकरण है Y डुअल के लिए सबसे उपयुक्त समाधान है u और v उसके अनुरूप स्लैक वैरिएबल हैं अब पहले हम एक उदाहरण लेंगे और कॉम्प्लिमेंटरी स्लैकनेस प्रमेय की व्याख्या करेंगे और फिर हम यह भी बताएंगे कि इष्टतम समाधान खोजने के लिए कॉम्प्लिमेंटरी स्लैकनेस प्रमेय का उपयोग कैसे किया जा सकता है तो हम अपनी समस्या 10X1 9X2 3X1 3X2 ≤ 21के अधीन के साथ शुरू करते हैं इसलिए हमने इसे पहले 3X1 3X2 X3 21 4X1 3X2 X4 24 के रूप में लिखा होगा अब X3 और X4 लिखने के बजाय हम u1 और u2 लिखते हैं हम u1 और u2 लिखते हैं यह इंगित करने के लिए कि u1 पहले अवरोध के लिए सुस्त चर है और u2 दूसरे बाधा के लिए सुस्त चर है तो u1u2 ≥ 0 और हमारे पास 0u1 0u2 होगा तो अनुरूप होने के लिए u1 पहली बाधा के साथ जुड़ा स्लैक चर होगा u2 दूसरा बाधा से जुड़ा स्लैक चर होगा और हम पहले से ही जानते हैं कि इष्टतम समाधान X1 3 X2 4 Z 66 के साथ है साधारण शब्दों से X1 और X2 बुनियादी थे वे समाधान में थे X3 और X4 गैर बुनियादी थे वे समाधान में नहीं थे वे 0 पर तय किए गए थे इसलिए X3 X4 को 0 पर तय किया गया है इसलिए u1u2 0 हैं इसे देखने का एक और तरीका है अगर X1 3 और X2 4 पहले समीकरण में वापस जाएं और स्थानापन्न करें तो 3 x 3 9 3 x 4 12 21 है इसलिए u1 0 बन जाएगा 4 x 3 12 4 x 3 12 24 इसलिए u2 0 तो अब प्राइमल का इष्टतम समाधान X X X1 X2 के रूप में 3 और 4 होगा और uu1u2 को 0 और 0 के रूप में अब हम इस समस्या का डुअल लिखते हैं अब हम इस समस्या के डुअल को जानते हैं हमने इस डुअल को पहले ही कई बार देखा है तो डुअल 21Y1 24Y2 को कम से कम करने के लिए हमने 3Y1 4Y2 ≥ 10 लिखा होगा जो 3Y1 4Y2 X3 10 3Y1 3Y2 X4 9 बन जाता है बजाय X3 और X4 या Y3 और Y4 लिखने के लिए इसलिए 3Y1 4Y2 Y3 10 हमने 3Y1 3Y2 Y4 9 लिखा होगा हमने लिखा होगा तो Y3 और Y4 को स्लैक वेरिएबल के रूप में लिखने के बजाय हम v1 और v2 को स्लैक वेरिएबल के रूप में लिखते हैं तो v1 पहला डुअल अवरोध से जुड़ा स्लैक चर है और v2 दूसरा डुअल अवरोध के साथ जुड़ा स्लैक चर है अब इष्टतम मानदंड प्रमेय पर हमारी चर्चा के आधार पर अब हम जानते हैं कि 21 इष्टतम समाधान है क्योंकि 21 संभव है 2 x 3 6 6 4 10 3 2 6 3 9 व्यवहार्य है इसका ऑबजेकटिव फ़ंक्शन का उतना ही मूल्य है जितना कि प्राइमल के लिए एक और समाधान का है इसलिए यह इष्टतम है तो अब जब Y1 2 और Y2 1 है हम वापस जाते हैं और विकल्प देते हैं तो 3 x 2 6 4 10 में v1 0 3 x 3 6 3 9में v2 0 डालेंगे तो हमने अब स्वतंत्र रूप से इष्टतम समाधान प्राइमल और डुअल के लिए लिखा है अब हम काम्प्लमेन्टरी स्लैक्नस पर वापस जाते हैं X और Y इष्टतम समाधान हैं तो X X1 3 है X2 4 Y Y1 2 है Y2 1 U और V स्लैक्स के मूल्य हैं तो u1 0 u2 0 v1 0 v2 0 तब XV YU 0 है तो Xv क्या है हमारे पास X1 और X2 प्राइमल मे है हमारे पास v1 और v2 डुअल मे है हमारे पास u1 और u2 डुअल मे है हमारे पास Y1 और Y2 डुअल मे है तो Xv का अर्थ है X1 v1 X2 v2 Yu का अर्थ है Y1 u1 Y2 u2 अब X1v1 X2v2 Y1 u1 Y2 u2 0 और X1X2Y1Y2u1u2v1v2 सभी 0 से अधिक या बराबर हैं इसलिए व्यक्तिगत 0 के बराबर होना चाहिए तो X1v1 0 X2v2 0 Y1u1 0 Y2u2 0 काम्प्लमेन्टरी स्लैक्नस हमें बताती है अब हम चलते हैं और चेक करते हैं X1 3 v1 0 इसलिए X1 v1 0 है X2 4 v2 0 X2 v2 0 है Y1 2 u1 0 Y1u1 is 0 Y2 1 u2 0 Y2 u2 0 है इसलिए हम देखते हैं कि इष्टतम पर काम्प्लमेन्टरी स्लैक्नस की स्थिति संतुष्ट हैं अगली कक्षा में हम काम्प्लमेन्टरी स्लैक्नस प्रमेय के कुछ और पहलुओं और अगले मॉड्यूल में कुछ और परिणाम और डुआलिटी की व्याख्या देखेंगे